Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture - 64 DC Motors Contd Refer Slide Time 0028 तो यह इस पाठ्यक्रम का अंतिम भाग है अब डीसी मोटर्स का गति नियंत्रण वास्तव में काफी सरल लगता है उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि बैक Emf ∅ Z n 60 PA कहीं न कहीं मैंने N का उपयोग किया होगा लेकिन यही कारण है कि ब्रैकेट में यह छोटा n N लिखा है Eb वास्तव में जानता है कि बैक Emf Eb V आर्मेचर सर्किट में गिरावट आर्मेचर सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप है जो ∅ ra है Refer Slide Time 0105 इसके लिए यह देखा जाएगा कि डीसी मोटर की गति को निम्न विधियों द्वारा बदला जा सकता है एक मोटर के आर्मेचर पर लागू वोल्टेज को अलग करके है जो V है वास्तव में लागू वोल्टेज भिन्न हो सकते हैं एक और चीज एमीटर सर्किट में प्रतिरोध को आर्मेचर में कम करने के लिए डाला जाता है वहां आर्मेचर करंट को बदलकर नंबर 3 को फील्ड फ्लक्स को बदलकर फील्ड करंट को बदल दिया जाता है यह इसे बदलने के तीन अलग तरीके हैं जिसे वास्तव में डीसी मोटर की गति को कहते हैं Refer Slide Time 0126 अब यदि वास्तव में देखें कि डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण कैसी है Refer Slide Time 0139 डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण का सबसे आम तरीका यह है कि जब इसे नियंत्रित किया जाता है तो प्रतिरोध को नियंत्रित करने वाले क्षेत्र को समायोजित करके क्षेत्र की ताकत होती है अगर वास्तव में देखें सर्किट कि यह फील्ड लीनिंग है और एक अतिरिक्त प्रतिरोध जुड़ा हुआ है यह एक वेरिएबल प्रतिरोध है यदि वास्तव में यह प्रतिरोध भिन्न होता है तो वास्तव में उस क्षेत्र को क्या कहते हैं यह अलग अलग होगा उदाहरण के लिए मान लें कि यह प्रतिरोध Rf है जैसा कि Rf कहते हैं और यह फ़ील्ड प्रतिरोध Rf है जब वास्तव में यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्षेत्र में क्या है इसलिए∅ V Rf Rf होगा यह Rf वैसे भी तय है यह इस फ़ील्ड वाइंडिंग के सर्किट का फ़ील्ड प्रतिरोध है और यह Rf वास्तव में वास्तव में उस वेरिएबल प्रतिरोध को क्या कहते हैं इसलिए यदि आप वास्तव में इस प्रतिरोध को स्वाभाविक रूप से भिन्न कर सकते हैं तो क्षेत्र का करंट घट जाएगा क्योंकि कुछ प्रतिरोध क्षेत्र को जोड़ने से घट जाते हैं इसका मतलब है फ्लक्स फील्ड करंट से प्रोपोर्शनल है स्वाभाविक रूप से फ्लक्स भी घट जाएगा लेकिन उस मामले में हम विशेषता को देखेंगे यह कैसे होगा यदि फ़ील्ड करंट घट जाती है गति बढ़ जाती है यदि फ़ील्ड करंट बढ़ता है फिर फ्लक्स उस स्थिति में भी बढ़ जाता है इसके विपरीत होगा और क्षेत्र मूल रूप से वास्तव में फील्ड करंट ∅ से प्रोपोर्शनल है तो इसे हमेशा ध्यान में रखे उस मामले में क्या होगा हम जानते हैं कि यह सर्किट कनेक्शन और फ्लक्स या ∅ के बीच का संबंध है यह ∅ हो सकता है क्योंकि फ्लक्स ∅ के प्रोपोर्शनल है और गति n ऊपर चित्र में दिखाए गए हैं Refer Slide Time 0319 इस पद्धति में एक वेरिएबल प्रतिरोध शंट फ़ील्ड के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है जो इस आरेख में है यह मैंने दिखाया वास्तव में यह आरेख है Refer Slide Time 0328 Refer Slide Time 0342 यह गति वास्तव में फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जब लागू वोल्टेज को बदला नहीं जाता है और बैक ईएमएफ को स्थिर माना जा सकता है इसका मतलब है कि यह इस इक्वेशन में दिया गया है हम इस इक्वेशन को जानते हैं कि Eb बैक Emf K K ∅ n लिखता है तो K स्थिरांक है और यह फ्लक्स और फ्लक्स I के प्रोपोर्शनल है यदि वह वास्तव में उस क्षेत्र को करंट कहता है तो हम यह जानते हैं तो यहाँ यह वास्तव में एक्सप्रेशन है यह Eb यह एक्सप्रेशन और अगर Eb K ∅ n है तो यहाँ यह लिखा है कि क्षेत्र की गति प्रवाह के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जब लागू वोल्टेज को नहीं बदला जाता है और बैक ईएमएफ को स्थिर माना जा सकता है इसका मतलब है Eb बैक Emf K ∅ n है अगर वास्तव में वोल्टेज स्थिरांक लागू किया जाता है तो Eb वास्तव में निरंतर बना सकता है तो यह क्या होगा जो वास्तव में n फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तोफ्लक्स ∅ के प्रोपोर्शनल है इसका मतलब है n ∅ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब है कि यदि फील्ड करंट में वृद्धि होगी तो n घट जाती है और इसके विपरीत इसीलिए यह विशेषता दिखती है जैसे रैक्टेंगुलर हाइपरबोला तो यह n rpm है और यह फील्ड करंट है तो यह विशेषता है Refer Slide Time 0507 अगला इस प्रकार शंट फ़ील्ड में प्रतिरोध बढ़ने से शंट फ़ील्ड करंट घट जाती है इसलिए फ्लक्स कम हो जाता है और गति बढ़ जाती है क्योंकि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसी तरह शंट फील्ड सर्किट में प्रतिरोध कम होने से शंट फील्ड करंट बढ़ता है इसलिए फ्लक्स बढ़ता है और स्पीड कम हो जाती है यह एक तरीका है Refer Slide Time 0524 एक और यह है कि आर्मेचर रेसिस्टर्स रेसिस्टेंस कंट्रोल विधि है इस विधि में वास्तव में प्रतिरोध यहाँ है यह आर्मेचर सर्किट के साथ श्रृंखला में डाला गया है यह R है यह R है कि प्रतिरोध यहाँ डाला गया है और आर्मेचर रेसिस्टेंस का मतलब है यह ra छोटा है और यह क्षेत्र करंट है यहाँ कुछ भी नहीं है तो आर्मेचर सर्किट में प्रतिरोध बढ़ने का मतलब है यह बैक ईएमएफ है तो अगर वास्तव में इस सर्किट में लागू होता है kvl जोकि Eb V Ia R ra प्राप्त करेगा ra आर्मेचर प्रतिरोध है Refer Slide Time 0601 इसलिए आर्मेचर सर्किट में प्रतिरोध को बढ़ाएं जो मैंने पढ़ा है वह इस पर है यदि वास्तव में इस पूंजी R को बढ़ाएं तो ड्रॉप बढ़ जाती है इसलिए Eb वास्तव में मोटर की कमी और गति करेगा कम हो जाता है क्योंकि बैक ईएमएफ इस मामले में Eb बैक ईएमएफ K ∅ n है तो यहाँ क्या हो रहा है क्योंकि हमने वह प्रतिरोध आर R डाला है इसलिए यह गिरावट बढ़ेगी इसलिए Eb घट जाएगा उस स्थिति में फ़ील्ड करंट स्थिर रहता है क्योंकि यहाँ कुछ भी जुड़ा नहीं है यह वोल्टेज V स्थिर रहता है तो उस स्थिति में ∅ भी स्थिर है तो Eb n की कमी के कारण या गति में भी कमी आएगी तो लगभग रैखिक रूप से इसे अलग अलग होना चाहिए इस मामले में इस विधि से क्या होगा मोटर की गति को केवल कम किया जा सकता है वास्तव में इसे बढ़ा नहीं सकता है क्योंकि यह Eb घट रहा है वास्तव में यह बात नहीं हो सकती है क्योंकि वास्तव में R जोड़ सकते हैं इसलिए Eb घट रहा है तो इस विधि से केवल गति को कम किया जा सकता है तो यह विशेषता वास्तव में आसानी से खींची जा सकती है Refer Slide Time 0713 अब दूसरा डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण है अब यह शंट के लिए है वास्तव में कुछ भी नहीं है यह एक प्रतिरोध R लगाते हैं और इस वजह से वोल्टेज में गिरावट होगी और क्षेत्र की स्थिति स्थिर रहेगी तो बैक ईएमएफ घटेगा इसलिए गति में कमी आएगी तो यह विधि वास्तव में केवल वही कर सकती है जिसे आप वास्तव में कहते हैं जो मशीन की गति को कम कर सकते हैं अब डीसी श्रृंखला मोटर की अगली गति पर नियंत्रण है डीसी श्रृंखला मोटर वास्तव में फील्ड वाइंडिंग है हमने इसे आर्मेचर के साथ श्रृंखला में देखा है लेकिन यह क्या है जो वास्तव में T1 वेरिएबल प्रतिरोध को जोड़ता है हम उसे डायवर्टर कहते है जो फील्ड वाइंडिंग से पैरेलल में होता है तो जिस तरह से वास्तव में अध्ययन किया गया है डीसी सर्किट विश्लेषण के लिए सरल समानांतर सर्किट है जैसे ही और यह एक वेरिएबल है जैसे ही वास्तव में इसे कनेक्ट करते हैं इसका 1 हिस्सा कुल आर्मेचर करंट होता है ∅ यह कुल करंट होता है वही करंट चल रहा है और ∅ करंट का हिस्सा है यह प्रवाहित होगा इस क्षेत्र के माध्यम से बहने वाले करंट फ्लक्स के माध्यम से फील्ड वाइंडिंग में होगा इसका मतलब है कि ∅ ∅ I प्रत्यय a if I ∅ इस तरह से मूल रूप से डायवर्टर जोड़कर इस क्षेत्र को नियंत्रित किया जा सकता है डायवर्टर का अर्थ है कि करंट का हिस्सा इस वेरिएबल प्रतिरोध के माध्यम से मोड़ दिया जाता है वास्तव में यह भिन्न हो सकता है तो इस गति नियंत्रण एक श्रृंखला मोटर मोटर डायवर्टर का उपयोग करते है तो श्रृंखला मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली यह विधि एक्साइटेड फ्लक्स को अलग करके क्षेत्र के फ्लक्स को अलग करने के लिए है क्योंकि एक्साइटेड करंट का मतलब फील्ड करंट है Refer Slide Time 0841 यहां उद्देश्य के लिए विनियमन प्रतिरोध को क्षेत्र वाइंडिंग के साथ समानांतर में जोड़ा गया है यह डायवर्टर प्रतिरोध को समायोजित करके डायमीटर के रूप में जाना जाता है मुख्य धाराओं के वांछित अंश को डायवर्ट करके फ़ील्ड करंट को विनियमित किया जा सकता है तो यह मुख्य करंट है तो करंट का हिस्सा इसके माध्यम से बह सकता है संदर्भ समय 0858 फ़ील्ड करंट वास्तव में घट जाएगा अब यह एक तरीका है Refer Slide Time 0906 एक और तरीका यह है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टैप फ़ील्ड नियंत्रण को नियोजित करके श्रृंखला फ़ील्ड घुमावों की संख्या भिन्न होती है इस मामले में क्या होता है यह एक श्रंखला क्षेत्र है यह मूल रूप से एक श्रंखला क्षेत्र है जो कि कई स्थानों पर टैप किया जाता है यह टैप किया जाता है यदि वास्तव में इस टैप को स्वाभाविक रूप से कनेक्ट किया जाता है तो वास्तव में इसे पथ कहते हैं यह अनुसरण करेगा जिसे वास्तव में यह पथ कहते हैं यह है पथ यह अनुसरण करेगा और यदि वास्तव में मैंने यहां चिह्नित नहीं किया है तो यह A1 A2 है और जिसे हम वास्तव में इसे डालकर बदलते हुए कहते हैं यह टैप यहाँ से यहाँ तक यहां वास्तव में क्षेत्र के माध्यम से करंट को नियंत्रित कर सकता है तो इस तरह से इसे टैप फील्ड कंट्रोल भी कहा जाता है यह तरीका वास्तव में उस नियंत्रण को भी नियंत्रित कर सकता है जो वास्तव में श्रृंखला मोटर की गति को नियंत्रित करता है इसलिए गणित का विवरण केवल प्रथम वर्ष के स्तर पर रखा जाता है Refer Slide Time 1003 अब संख्या 3 कि अगर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जहां फिर से श्रृंखला मोटर आर्मेचर सर्किट के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है तो प्रतिरोध को समायोजित करके मोटर की गति को कम किया जा सकता है क्योंकि बैक ईएमएफ I का मतलब यहां है यदि वास्तव में फील्ड वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में T1 प्रतिरोध डालते हैं क्योंकि दोनों श्रृंखला में हैं मेरा मतलब है कि श्रृंखला यह है यह एक है यह प्रतिरोध इस आर्मेचर Rse है तो आर्मेचर और यह Rse है और यह R है वहाँ बैक ईएमएफ है कि Eb बैक ईएमएफ V ∅ R Rse ra होगा यह Rse सीरीज़ फ़ील्ड वाइंडिंग प्रतिरोध है यहां सीरीज़ फ़ील्ड वाइंडिंग प्रतिरोध है तो उस स्थिति में हम 1 प्रतिरोध R जोड़ रहे हैं Refer Slide Time 1059 इस मामले में भी आर्मेचर की गति को R द्वारा कम किया जा सकता है क्योंकि यदि वास्तव में ऐसा करते हैं तो बैक ईएमएफ कम हो रहा है बैक ईएमएफ के प्रतिरोध को समायोजित करने पर गति होगी जिसे वास्तव में सर्किट में प्रतिरोध बढ़ाकर कम कहा जाता है तो यह वास्तव में प्रतिरोध को बढ़ाता है तो स्वाभाविक रूप से बैक ईएमएफ कम हो जाएगा तो उस तरीके से गति को कम किया जा सकता है तो शंट मोटर में आर्मेचर नियंत्रण की तरह होगा Refer Slide Time 1127 Refer Slide Time 1130 अगला डीसी मोटर या शंट मोटर के रोटेशन का रिवर्स है मान लीजिए कि यह F1 की शंट मोटर का कनेक्शन है F2 फील्ड टर्मिनल A1 A2 आर्मेचर टर्मिनल है तो अगर वास्तव में यहाँ भी करना चाहते हैं यह दिखाया गया है कि वास्तव में F1 F1 F2 को क्या कहते हैं और यह बात अब यदि मैं वास्तव में आई मीन इंटरचेंज करना चाहता हूं यदि वास्तव में फील्ड टर्मिनल को इंटरचेंज करता है तो वास्तव में इस आरेख F1 F2 को जुड़ा हुआ देखें लेकिन अब यह पॉइंट यहां से जुड़ा है और यह पॉइंट है यहाँ से जुड़ा है इसका मतलब है कि दिशा या यह पहले है यह वास्तव में था जो करंट F1 से F2 से क्षेत्र में बह रहा थायह कनेक्शन F2 से F1 की ओर बह रहा है और टॉर्क के उत्पाद के लिए प्रोपोर्शनल है हमने of F2 के उत्पाद को देखा है और ∅ फील्ड करंट के लिए प्रोपोर्शनल है तो उस स्थिति में क्या होगा कि फील्ड वाइंडिंग करंट उल्टा हो जाता है तो मशीन यहां विपरीत दिशा में घूमेगी इसे क्लॉकवाइज दिशा में दिखाया गया है तो यहाँ यह विपरीत दिशा में घूमेगा यदि वास्तव में एकमात्र फील्ड करेक्शन फील्ड वाइंडिंग करेक्शन उल्टा हो जाए Refer Slide Time 1236 अब अगर वास्तव में इंटरचेंज करें अब फ़ील्ड F1 F2 को वैसा ही रखें अब आर्मेचर कनेक्शन को इंटरचेंज करें इसका मतलब है यहाँ टर्मिनल को मैंने A2 में लिया है और को A1 के लिए लिया है मेरा मतलब यहाँ है बस हमने इन 2 को इंटरचेंज किया है ये 2 कनेक्शन A1 A2 उस मामले में रिवर्स है जिसे वास्तव में आर्मेचर करंट की दिशा कहा जाता है लेकिन क्षेत्र की करंट दिशा समान रहती है तो मशीन विपरीत दिशा में घूमेगी इसका मतलब है कि यह वास्तव में फील्ड कनेक्शन को इंटरचेंज करता है या वास्तव में आर्मेचर कनेक्शन को इंटरचेंज करता है जैसे कि मशीन रिवर्स दिशा में घूमेगी लेकिन अगर वास्तव में F1 F2 और A1 A2 दोनों को इंटरचेंज करें तो दोनों मशीन एक ही दिशा में घूमेंगी क्योंकि टॉर्क प्रोपोर्शनल है वास्तव में ∅ ∅ इन दोनों का उत्पाद कहते हैं तो उस मामले में ∅ के लिए ∅ प्रोपोर्शनल है इसलिए दोनों ∅ और आर्मेचर करंट की दिशा बदल जाती है तो मशीन एक ही दिशा में घूमेगी इसका मतलब है अगर वास्तव में या तो अगर इंटरचेंज मशीन उल्टी दिशा में घूमेगी लेकिन अगर वास्तव में दोनों मशीन बदल जाएंगी तो विपरीत दिशा में क्या कहेंगे जैसा कि वास्तव में देखा गया है अगर वास्तव में दोनों बदल जाते हैं तो मशीन फिर से बदल जाएगी एक ही दिशा और दूसरी चीज़ टर्मिनल वोल्टेज है यदि यह टर्मिनल वोल्टेज मान लेता है तो यह है और यह है अगर वास्तव में इस टर्मिनल को इंटरचेंज करते है अगर मैं इस सेजुड़ा हुआ हूं और अगर मशीन से जुड़ा हुआ है तो प्रयोगशाला में एक ही दिशा में घूमेगा वास्तव में आसानी से सत्यापित कर सकता है अगर वास्तव में इंटरचेंज भी दोनों क्षेत्र करंट और वारंट आर्मेचर करंट की दोनों दिशा बदल जाएगी तो अंततः टोक़ ∅ ∅ प्रोपोर्शनल होता है इसका मतलब है आम तौर पर टॉर्क फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के उत्पाद के प्रोपोर्शनल होता है दोनों दिशाएं बदल रही हैं मशीन वास्तव में उसी दिशा में जिसे कहा जाता है में घुमाएगी अगर वास्तव में इस पोलैरिटी को इंटरचेंज करते हैं तो यह एक ही दिशा में घूमेगा यदि वास्तव में फ़ील्ड या आर्मेचर दोनों को इंटरचेंज करता है तो यह एक ही दिशा में घूमेगा लेकिन या तो फ़ील्ड या आर्मेचर यदि वास्तव में इंटरचेंज करेगा तो यह विपरीत दिशा में घूम जाएगा यह एक बहुत ही सरल बात है Refer Slide Time 1443 अब यहाँ श्रृंखला मोटर के लिए भी F1 F2 वहाँ A1 A2 है और श्रृंखला मोटर के लिए ∅ फ़ील्ड करंट भी है यदि वास्तव में इंटरचेंज इस एक की दिशा को उल्टा करता है तो यह पॉइंट F2 से जुड़ा है और यह पॉइंट T2 F1 से जुड़ा है यहाँ फ़ील्ड के माध्यम से करंट आर्मेचर करंट फ़ील्ड वाइंडिंग जो F1 से F2 है यदि वास्तव में इंटरचेंज रिवर्स करती है तो यह F2 से F1 की ओर बढ़ जाएगी Refer Slide Time 1510 इस तरह से इस दिशा को क्या कहते हैं इसे यहां बदला जा सकता है यह दिखा रहा है कि वास्तव में यहां क्लॉकवाइज कहा जाता है दिशा एंटीक्लॉकवाइज दिखा रही है क्योंकि क्षेत्र की दिशा को उलट रही है इसी तरह अगर वास्तव में आर्मेचर की दिशा को इस मामले में भी उलट दें अगर वास्तव में उलटा हो रहा है तो इस मामले में भी मशीन उल्टी दिशा में घूमेगी लेकिन यदि वास्तव में दोनों बनाते हैं तो यह उसी दिशा में घूमेगा यदि वास्तव में इस आपूर्ति लाइन की पोलैरिटी को भी बदल दें तो मशीन भी उसी दिशा में घूमेंगे Refer Slide Time 1544 अगला एक उदाहरण है एक सीरीज़ मोटर जिसमें 1Ω का प्रतिरोध होता है यह एक टर्मिनल होता है जो कि फैन को ड्राइव करता है जिसके लिए टोक़ वास्तव में गति के वर्ग के प्रोपोर्शनल होता है इसका मतलब है कि T230 वोल्ट n वर्ग के लिए प्रोपोर्शनल है यह 300 आरपीएम पर चलता है और 15 एम्पीयर लेता है फैन की गति को 375 आरपीएम तक बढ़ाया जाना चाहिए वोल्टेज बढ़ाने से वोल्टेज और करंट की आवश्यकता होती है यह समस्या यह है इसलिए 32 वोल्ट पर यह 300 आरपीएम पर चलता है और 15 एम्पीयर लेता है फैन की गति को वोल्टेज बढ़ाकर 375 आरपीएम तक बढ़ाया जाना चाहिए जिससे वोल्टेज और करंट की आवश्यकता होती है Refer Slide Time 1625 हम जानते हैं कि टोक़ वास्तव में ∅ ∅ के प्रोपोर्शनल है अब श्रृंखला में मोटर ∅ के प्रोपोर्शनल है इसका मतलब है अगर ∅ प्रोपोर्शनल ∅ है इसका मतलब है टोक़ आर्मेचर करंट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है Refer Slide Time 1639 Refer Slide Time 1658 यह भी दिया गया है कि टोक़ 1 वर्ग के लिए प्रोपोर्शनल है यदि 1 प्रारंभिक गति है और ∅1 प्रारंभिक करंट है जबकि n2 और ∅2 गति और मोटर के संचालन की नई स्थिति में करंट है तो हम लिख सकते हैं क्योंकि यह T वर्ग के लिए प्रोपोर्शनल है तो पहले मामले में अगर यह T1 दूसरा मामला है टोक़ T2 है तो यह T1T2 ∅1 ∅2 पूरे वर्ग से होगा क्योंकि टोक़ ∅ वर्ग के प्रोपोर्शनल है और यह दिया जाता है कि टोक़ n वर्ग के प्रोपोर्शनल है इसका मतलब है कि T1 T2 ∅1∅22 n1 n22 यह एक समीकरण 3 में दिया गया है Refer Slide Time 1729 यह 1 300 rpm के बराबर दिया गया है n2 375 rpm के बराबर है और ∅1 15 एम्पीयर दिया जाता है जिसमें से इन 2 समीकरणों से वास्तव में ∅2 1875 एम्पीयर पाया जा सकता है इसलिएबैक Emf Eb1 230 पहले फेस का करंट 15 से घटाने पर प्राप्त होगा इसलिए 15 1 तो 215 वोल्ट और 1 300 एम्पीयर और Rsera है हम 1 Ω कुल मान लेते हैं Refer Slide Time 1749 और अगला दूसरे मामले में है ∅2 1875 एम्पीयर और Rse ra 1 Ω है यह दिया गया है यह Rse है और यह n2 है 375 आरपीएम इसलिए Eb2 V 1875 है कि ra Rse 1 है तो यह वास्तव में V 1875 प्राप्त करेगा लेकिन V हमें निर्धारित करना है और हम जानते हैं कि बैक ईएमएफ फ्लक्स गति के लिए प्रोपोर्शनल है इसलिए Eb1 Eb2 पहली स्थिति और दूसरी स्थिति वास्तव में ∅1n1 ∅2n2 लिख सकती है क्योंकि फ्लक्स श्रृंखला मशीन श्रृंखला मोटर में आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है ∅1 ∅2 मूल रूप से ∅1n1 ∅2n2 होता है तो यहाँ पर विकल्प यह ∅1n1 ∅2n2 होगा इसलिए इन सभी मूल्यों को प्रतिस्थापित करें क्योंकि ये सभी मान ज्ञात हैं तो और यह Eb2 से Eb1 है Eb1 215 वोल्ट है और Eb2 यह V 1875 है जिससे यदि वास्तव में हल किया गया है वास्तव में V 35065 वोल्ट मिलेगा अब अगला एक और उदाहरण है तो यह जवाब है इसलिए सरल समस्याओं को वास्तव में उंगलियों पर सॉल्व करना पड़ता है तो सब कुछ हल हो जाएगा Refer Slide Time 1911 अगला नगण्य क्षेत्र प्रतिरोध के साथ एक श्रृंखला मोटर है जब एक निश्चित भार पर चलाने पर 500 वोल्ट पर 40 एम्पीयर लगते हैं अगर लोड टोक़ भिन्न होता है तो 3 की गति के अनुसार टोक़ n3 3 के लिए प्रोपोर्शनल है प्रतिरोध को कम करने के लिए आवश्यक गति 80 तक गति मूल मूल्य है अगर शुरू में यह n था तो यह 08 n होगा इसलिए मुझे वास्तव में यह पता लगाना है कि वास्तव में प्रतिरोध कितना आवश्यक है Refer Slide Time 1942 श्रृंखला मोटर टोक़ के लिए हम आर्मेचर करंट वर्ग के प्रोपोर्शनल जानते हैं और इसे n 3 के लिए T प्रोपोर्शनल दिया जाता है इसका मतलब है हम T1 T2 ∅1∅22 n1n23 पहले मामले दूसरे मामले में लिख सकते हैं अब ∅1 को 40 एम्पीयर V 500 वोल्ट और n2n1 को 80 दिया जाता है तो यह होगा जिसे हम वास्तव में उस दूसरे मामले में कहते हैं गति पहले मामले का 80 है क्योंकि हम गति को कम कर रहे हैं तो n2 से n1 08 से 1 होगा मेरा मतलब है कि यह कुछ ऐसा है यह पहला मामला है अगर पहला मामला है अगर यह n है पहला मामला अगर यह n है तो दूसरा मामला यह 08 n है इसलिए n 08 n 1 08 जो यहाँ लिखा गया है Refer Slide Time 2037 इसका मतलब है ये दिए गए डेटा हैं तो 2 ∅22 108 3 है जिससे हम ∅ 2 2862 एम्पीयर प्राप्त करते हैं अब हम यह भी जानते हैं कि Eb1 500 वोल्ट है पहला मामला दिया गया दूसरा मामला कुछ प्रतिरोध R डाला गया है तो 500 ∅2 r 5 से पहले 5 1 1 के रूप में ∅2 n2 ∅1 n1 ∅2 n2 के समान 40 1 से पहले मेरा मतलब है ∅1 40 है ∅2 2865 है 40 2862 1 n2 वास्तव में 1 बाय 08 तो जिससे यदि वास्तव में हल किया गया है तो वास्तव में R 747 Ω मिलेगा तो यह उत्तर है यह बहुत प्रतिरोध डाला जाना है Refer Slide Time 2129 अगले A250 वोल्ट शंट मोटर में ra 05 Ω और Rf फील्ड प्रतिरोध 250 Ω है जब एक लोड को ड्राइव करने पर जो निरंतर होता है टॉर्क लेता है उसे निरंतर 30 एम्पीयर लिया जाता है और 500 rpm पर चलता है इसे ऊपर उठाना वांछित है मोटर की गति 750 आरपीएम तक ली जाती है तो 500 से 750 वास्तव में गति बढ़ानी होगी किस प्रतिरोध में डाला जाना चाहिए शंट फील्ड सर्किट में जब यह शुरू में सर्किट में 1 प्रतिरोध था तो ra 05 है Rf2 50 ∅1 30 एम्पीयर 1 500 आरपीएम है तो सब कुछ दिया जाता है तो यह देखते हुए कि लोड का टॉर्क स्थिर है Refer Slide Time 2212 टोक़ एक स्थिर और बैक ईएमएफ है पहले मामले में Eb1 V ∅1ra होगा तो V 250 and 130 और ra 05 है इसलिए पहले मामले में 235 वोल्ट है अब दूसरे मामले में हमें गति को 750 आरपीएम तक बढ़ाना होगा तो एक प्रतिरोध आर यहां डाला गया था हमें यह पता लगाना होगा कि R क्या है 750 आरपीएम पर चलने पर आर्मेचर के माध्यम से करंट को∅2 होने दें उस समय यह ∅2 है इसका मतलब है Eb2 V ∅2 ra होगा Refer Slide Time 2240 तो ra 05 है इसलिए Eb2 250 05 ∅2 यह दूसरे मामले के लिए सर्किट आरेख है अब हम जानते हैं कि Emf ∅ n के प्रोपोर्शनल है या पहले जैसा है हम Eb1Eb2 ∅1 n1∅2 n2 लिख सकते हैं तो अगर वास्तव में एक 1 500 आरपीएम पहला मामला है और n2 750 है तो 500 ∅1 750 ∅2 2∅13∅2 है यह समीकरण 3 है Refer Slide Time 2312 अब टोक़ ∅ ∅ के प्रोपोर्शनल दिया जाता है लेकिन टोक़ स्थिर रहता है लेकिन टोक़ दोनों मामलों में स्थिर रहता है तो T1 T 2 इसका मतलब है∅1 Ia1 ∅2 Ia2 है टोक़ यह टोक़ स्थिर रहता है इसलिए पहला मामला अगर यह ∅1 ∅1 है तो यह ∅2 ∅2है जिसे हम ∅1∅2 प्राप्त करते हैं ∅230 से क्योंकि ∅1 30 एम्पीयर इसलिए समीकरण 1 2 3 4 से Refer Slide Time 2348 वास्तव में क्या कहते हैं यह एक इटैलिक होगा यह वास्तव में समीकरण 1 है यह समीकरण 2 है यह समीकरण 3 है और यह समीकरण 4 है इस तरह से कुछ सुधार है तो अगर वास्तव में समीकरण 1 2 और 3 से 4 वास्तव में इन सभी चीजों को प्रतिस्थापित करते हैं तो वास्तव में वही मिलेगा जो उस 235 को 250 05 Ia2 होगा 23 Ia2 30 तक कॉल करेगा तो अगर वास्तव में इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो 1 समाधान संभव नहीं हो सकता है और उत्तर ∅ 2 46 एम्पीयर होगा इसलिए थोड़ा अभ्यास आवश्यक है Refer Slide Time 2433 तो अब फिगर a से इसलिए जैसा कि वास्तव में आंकड़ा a से है हम ∅ 1 250 51 एम्पीयर से प्राप्त करते हैं क्योंकि यदि वास्तव में यह आंकड़ा देखें तो यह 250 वोल्ट है और यह 250 है इसलिए पहले मामले में फ़ील्ड करंट ∅1 एम्पीयर 250 250 था और दूसरे मामले में सर्किट को क्षेत्र को करंट देने के लिए ∅2 250 250 251 एम्पीयर द्वारा होगा लेकिन दूसरा मामला ∅2250R Rf हो सकता है Refer Slide Time 2505 तो 250 R 250 एम्पीयर होगा अब समीकरण 4 तो ∅1 ∅ 1 ∅2 ∅ 2 इसलिए हम जानते हैं कि फ्लक्स क्षेत्र के अनुपात में प्रोपोर्शनल है तो हम ∅1∅2 ∅2 ∅1 ∅2 को 46 से सब्सीट्यूट करें हमें ∅1 30 मिला इसलिए 1 ∅ 2 46 से 30 तक लेकिन ∅ 2 250 R 250 से कैलकुलेट किया जाएगा तो यह 46 30 से विभाजित है तो यह 30 से 46 होगा इसलिए R के लिए इसे हल करने के बाद आपको वास्तव में R 134 Ω मिलेगा यह उत्तर है Refer Slide Time 2545 तो अगला उदाहरण 6 है एक छह पोल लैप जुड़ा हुआ 230 वोल्ट शंट मोटर में 410 आर्मेचर कंडक्टर होता है यह पूर्ण लोड पर 41 एम्पीयर लेता है प्रति पोल फ्लक्स 005 वेबर है जो ra 01 रेजिस्टेंस क्षेत्र प्रतिरोध Rf 32 Ω और संपर्क प्रति ब्रश ड्रॉप 1 वोल्ट है तो 2 ब्रश होंगे तो आम तौर पर यह 2 वोल्ट होगा यह पूर्ण लोड पर मोटर की गति निर्धारित करने के लिए प्रति ब्रश दिया जाता है Refer Slide Time 2616 इसे एक लैप कनेक्टेड पोल 6 दिया गया है इसलिए लैप कनेक्शन के लिए समानांतर पथ A P 6 होगा तो Z दिए गए 410 कंडक्टर की वह संख्या जो इस करंट IL को 41 एम्पीयर दी गई है फ्लक्स को 005 दिया गया है वेबर ra आर्मेचर प्रतिरोध को 01 410 टर्मिनल वोल्टेज V को 230 वोल्ट दिया जाता है Rf को n230 Ω दिया जाता है इसलिए सभी यह सब कुछ वास्तव में यहाँ रखा गया है और 2 ब्रश हैं तो डेल्टा E 1 2 तो 2 वोल्ट होगा तो क्या होगा सबसे पहले वास्तव में क्षेत्र का पता लगाएं ∅ आरएफ द्वारा कर्सर V को देखो जो 230 से 230 1 एम्पीयर है Refer Slide Time 2700 अब आर्मेचर करंट इस पॉइंट पर ∅ वास्तव में kcl लागू करता है तो ∅ वास्तव में I L ∅ होगा एसो 41 1 लिखा जा सकता है इसलिए 40 एम्पीयर अब इस मामले में ब्रश 1 वोल्ट प्रति ब्रश संपर्क ड्रॉप दिया जाता है तो Eb वास्तव में V ∅ ra को जानता है लेकिन यह भी ध्यान रखें कि इस ड्रॉप को घटाया जाना है डेल्टा E वास्तव में ऐसा हो सकता है कोई छोटी त्रुटि नहीं होनी चाहिए लेकिन डेल्टा E2 वोल्ट होगा क्योंकि प्रति ब्रश 1 वोल्ट यही कारण है यह 1 2 लिखा है कर्सर को देखें 1 2 वोल्ट इसका मतलब है 230 40 01 2 इसलिए अब हम यह भी जानते हैं कि Eb 224 वोल्ट और हम भी Eb Z n को 60 P से A से जानते हैं तो यह ∅ 005 वेबर Z 410 होगा n 60 से P लेप कनेक्शन है तो A P तो 6 बाय 6 224 होगा इसलिए n 6556 आरपीएम है ये समस्याएँ बहुत ही साधारण समस्याएँ हैं हमें केवल वास्तव में इस पाठ्यक्रम को थोड़ा ध्यान में रखना है मेरा मतलब है कि जो भी थोड़ा बहुत है हमने चर्चा की है कि यह पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा इसलिए विशेष रूप से प्रथम वर्ष के स्तर पर जो कि सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है को कवर किया गया है और इंडक्शन मशीन और डीसी मोटर बस मैंने छुआ है मैं इस बात पर विचार करते हुए नहीं गया कि वास्तव में पहले साल में या कोई भी इस पाठ्यक्रम को ले सकता है लेकिन यह सिर्फ बुनियादी बात है हमने चर्चा की है कि कुछ भी नहीं है विस्तार से Glossary English Hindi Meaning back बैक बैक field leaning फील्ड लीनिंग फील्ड लीनिंग proportional प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल variable वेरिएबल वेरिएबल inversely proportional इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल equation इक्वेशन इक्वेशन expression एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन rectangular hyperbola रैक्टेंगुलर हाइपरबोला रैक्टेंगुलर हाइपरबोला diverter डायवर्टर डायवर्टर parallel पैरेलल पैरेलल excited current एक्साइटेड करंट एक्साइटेड करंट tap टैप टैप lap लैप लैप reverse रिवर्स रिवर्स clockwise क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज polarity पोलैरिटी पोलैरिटी anticlockwise एंटीक्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज